तो प्रायोगिक डेटा कैसे प्राप्त करें क्योंकि हमने कई प्रकार के प्रायोगिक तकनीकों की चर्चा की तो विभिन्न प्रायोगिक तकनीकें कौन सी है

तो इस मामले में एक भाग पूरा हुआ फिर यदि आप कोई विशिष्ट प्रोटीन लेते हैं तो आप देख सकते हैं कि उसके पास या तो विशिष्ट सीक्वेंस है या कुछ विशिष्ट स्ट्रक्चरस जिनकी जानकारी एक्स रे क्रिस्टलोग्राफी एनएमआर स्पेक्ट्रोस्कॉपीx ray crystallographyNMR spectroscopy से मिलती है में हमारे पास दो अलग अलग डेटाबेसेस थे जिन्हें PIRकहते हैं PIR क्या है विद्यार्थी प्रोटीनRefer Time 0928 प्रोटीन इनफॉरमेशन रिसोर्स और स्विस प्रोट औरRefer Time 0930 यूनीपोर्ट में तोवर्तमान में हमें यूनीप्रोट आईडी पता है फिर स्ट्रक्चर के लिए PDB यह एक अद्वितीय रिसोर्स प्रोटीन डाटा बैंक है तो हम PDBआईडी दे सकते हैं फिर यहां कुछ मोटीफ्स और म्यूटेशन उदाहरण के लिए यदि यह म्यूटेट होता है तो यह वाइल्ड टाइप रेसिड्यू होंगे और हम क्यों म्यूटेट करेंगे और किस रेसिड्यू को हम म्यूटेट करेंगेतो हम पूरी जानकारी देंगेतो जब हम पूरी जानकारी देंगे तब यह पूरा होगा फिर हम शुरू कर सकते हैं इस डेटाबेस को अलग अलग सर्च ऑप्शंस के साथ उपयोग करें और आपको रिजल्ट मिलेंगे और फिर आप देख सकते हैं फिर आप अपने एनालिसिस के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं और स्टेबिलिटी प्रेडीकट करने के लिए कोई भी एल्गोरिदम उत्पन्न कर सकते हैं अब डेटाबेस की उपयोगिता के बारे में समझेंगेऔर आने वाली क्लासेस में डेटाबेस फैक्टरस को समझने के लिए जो स्टेबिलिटी और मॉडल्स की उत्पत्ति को प्रभावित करते हैं कैसे इस्तेमाल करें के बारे में समझेंगे पहिले भाग में हम सीक्वेंस और स्ट्रक्चर इंफॉर्मेशन देंगे तो उदाहरण के लिए यदि आपके पास डेटा है बराबर पर हमें देखना होगा इस मामले में कौन सा प्रोटीन आप प्रोटीन का नाम देंगे जैसे राइबोन्यूक्लीएज HI तो यह ई कोलाय से प्राप्त हुआ क्योंकि सोर्स भी महत्वपूर्ण है कभी कभी हम लेते हैं T 4 लाइसोझाइम लाइसोझाइम में हम नहीं कह सकते कि यह चिकन या मनुष्य से है नहीं तो सीक्वेंसेस अलग अलग हो जाएंगे बराबर इसलिए इस मामले में सोर्स की जानकारी देना बहुत महत्वपूर्ण है तो हम नाम देते हैं और सोर्स पर जब हम यह जानकारी देते हैं तो हमें लंबाई भी मिलती है और मॉलिक्यूलर वेट और कोडस दे जहां विशिष्ट प्रोटीन के बारे में हमें अधिक जानकारी मिले तो हम PIR देते हैं स्वीस प्रोट और वर्तमान में हम यूनिकोड आईडी देते हैं और यह एंजाइम है हम एंजाइम का नंबर देते हैं और हम ब्रेंडा को लिंक देते हैं ब्रेंडा क्या है विद् यह व्यापक एंजाइम डेटाबेस है समझे यदि एक विशिष्ट प्रोटीन आपका एंजाइम हैं फिर आप लिंक दे सकते हैं तो आपको ज्यादा जानकारी मिलेगी यदि कोई विशिष्ट एंजाइम के बारे में जानना चाहता है फिर PMD नंबर प्रोटीन म्युटेंट डेटाबेस है वे लिटरेचर की जानकारी विशिष्ट म्युटेंट के बारे में देते हैं और फिर हम PDB जानकारी देते हैं यह वाइल्ड टाइप है और यदि म्युटेंट स्ट्रक्चर पता है मुख्य रूप से लाइसोझाइम तो इस मामले में कई म्युटेंटस का स्ट्रक्चर पता है फिर हम PDB म्युटेंट का डेटा देते हैं यदि यह पता नहीं है तो यह ब्लैंक हैफिर हम होमोलॉग्स PDBएंट्रीज देते हैं PDBएंट्रीज क्या है यदि आप प्रोटीन को देखेंगे तो यह वाइल्ड टाइप स्ट्रक्चर के समान है उदाहरण के लिए2RN2 आप देख सकते हैं प्रोटीनस जो कि 2RN2 के समान हैतो आपको होमोलॉग्स PDB एंट्रीज के समान मिलेगा फिर हम म्यूटेशन की जानकारी देंगे यहां K91R यहां K91R का मतलब क्या है विद्यार्थी लाइसीन लाइसीन जगह की संख्या91 यह जगह है विद्यार्थी अर्जिनिन तक और इसका म्यूटेशन अर्जिनिन में हुआ यहां उन्होंने एनालिसिस किया क्योंकि लाइसीनऔरअर्जिनिन दोनों ही पॉजिटिव चार्ज है वह लंबाई देखना चाहते थे क्या होगाइस प्रकार उन्होंने लाइसीन को अर्जिनिन में परिवर्तित किया हमने सेकेंडरी स्ट्रक्चर दिया यहां यह कॉइल है यदि आप PDB कार्टून में देखना चाहते हैं आपको यहां क्लिक करना होगा तो आप कार्टून स्ट्रक्चर देख सकते हैं और म्युटेंट को पहचान सकते हैं आप इसे कॉइल्ड स्ट्रक्चर मे देख सकते हैं दूसरे कौन से रेगुलर सेकेंडरी स्ट्रक्चर्स है तोयहां यह कॉइल क्षेत्र में है तो एक्सेसिबल सरफेस एरिया में जिसकी हमने पहले चर्चा की आप देख सकते हैं कि किस हद तक रेसिड्यू सॉल्वेंट को एक्सेसिबल है तो यह 805 एगस्ट्रोम स्क्वेयर इस म्यूटेशन के लिए बरीड या सतह पर

विद्यार्थी स्टेबलाइजिंग रेसिड्यूज बराबर पहले भाग मे हमने स्टेबलाइजिंग रेसिड्यूज के बारे में चर्चा की कौन कौन से फैक्टर्स या प्रॉपर्टीज है जिनसे हम स्टेबलाइजिंग रेसिड्यूज को पहचान सकते हैं विद्यार्थी हाइड्रोफोबिक कैरेक्टर हाइड्रोफोबिक कैरेक्टर और long range इंटरेक्शनस विद्यार्थी कंजर्वेशन स्कोर और कंजर्वेशन स्कोर कैरेक्टरस्टिक फीचर्स के आधार पर हमने 4 पैरामीटर्स विकसित किए सराउंडिंग हाइड्रोफोबिसिटी लॉन्ग रेंज आर्डर और कंजर्वेशंन स्कोर विद्यार्थी प्रोथर्म प्रोथर्मप्रोटीनस और म्युटेंट के लिए थर्मोडायनेमिक डेटाबेस है इसलिए उन्होंने इसे नाम दिया प्रोथर्मथर्मोडायनेमिक डेटाबेस प्रोटीनसऔर म्युटेंटस के लिए बराबर तो यदि आप देखते हैं मैं आपको यह चित्र दिखाता हूं तो यहां यह फोल्डेड स्टेट है यह अनफोल्डेड स्टेट है और यह कर्व है कल मैंने आपको थर्मल डिनेचुरेशन कर्व दिखायायही रास्ता है जिससे आपने यह लोगो डिजाइन किया जो प्रोटींस और म्युटेंट की थर्मोडायनेमिक्स स्टेबिलिटी को दर्शाता है कौन सी जानकारी आपको डेटाबेस से मिलती है थर्मल स्टेबिलिटी पर मुख्य रूप से प्रायोगिक डेटा मिलता है या डिनेचूरेंट डिनेचुरेशन डेल्टा GH20 मेल्टिंग टेंपरेचर पर आधारित स्टेबिलिटी और प्रायोगिक शर्तों के साथ उन्होंने कौन सी शर्तों का इस्तेमाल डेटा प्राप्त करने के लिए किया फिर हमारे पास पक्षपाती अतिरिक्त जानकारी सिक्वेंस तथा स्ट्रक्चर तथा म्यूटेशन के साथ साथ लिटरेचर की जानकारी है फिर हमारे पास विभिन्न ऑप्शनस है डेटा सर्च करने के लिए तथा डेटा प्राप्त करने के लिए और डेटा सार्ट करने के लिए एक बार जब हमें रिजल्टस मिलते हैं तो हम डाउनलोड कर सकते हैं और आप इस डेटा का इस्तेमाल किसी भी पोटेंशियल एप्लीकेशंस के लिए कर सकते हैं क्योंकि प्रोथर्म की कई एप्लीकेशनस है In the next class I will discuss one of the applications how to relate different amino acid properties to a stability of the mutations and the models to predict the stability upon mutations अगली कक्षा में मैं विभिन्न अमीनो एसिड प्रॉपर्टीज का म्यूटेशन स्टेबिलिटी के साथ कैसे संबंध जोड़ना इस एप्लीकेशनस के बारे में चर्चा करूंगा और म्यूटेशनस के बाद स्टेबिलिटी प्रिडिक्ट करने के लिए मॉडलस कैसे विकसित करें ध्यान देने के लिए धन्यवाद